नमस्कार विशेष मॉड्यूल में आपका स्वागत है अंतिम प्रयोगशाला घटक में हम PVD प्रणाली के भीतर प्रत्येक या अधिकांश भागों पर चर्चा कर रहे थे और जब हम PVD के बारे में बात करते हैं हम थर्मल और ई बीम वाष्पीकरण के बारे में बात कर रहे थे अब हमें थर्मल वाष्पीकरण के लिए समझना चाहिए कि आप वाष्पित नहीं कर सकते हैं एक सामग्री का मेल्टिंग पॉइंट बोट मेल्टिंग पॉइंट के करीब है या स्रोत धारक मेल्टिंग पॉइंट या तो कॉइल या नाव है जिस पर आप उस स्रोत को लोड करेंगे जिसे आप मिलना चाहते हैं स्रोत सामग्री में स्रोत धारण सामग्री के पास गलनांक नहीं होना चाहिए जिसे हम नाव या कॉइल कहते हैं नहीं तो नाव या कॉइल अपने आप पिघलनी शुरू हो जाएगी और जो हम नहीं जानते अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक है हम को इलेक्ट्रॉन बीम वाष्पीकरण के लिए जाना होगा क्योंकि अगर हम क्रूसिबल का उपयोग कर रहे हैं और फिर क्रूसिबल में हम उस स्रोत सामग्री को लोड कर रहे हैं जिसे हम वाष्पित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम आएगा और यह धातु या सामग्री को स्कैन करेगा और यह सामग्री को गर्म करेगा यह जमा करेगा यह पिघल जाएगा और सामग्री को सब्सट्रेट पर जमा कर देगा उच्च वैक्यूम वाल्व में बदलने से पहले आपको किस वैक्यूम दबाव को समझने की आवश्यकता है एक निश्चित प्रक्रिया है जब हम वैक्यूम सिस्टम संचालित करते हैं तो एक रफ़ वैक्यूम होता है एक बैक वैक्यूम होता है एक उच्च वैक्यूम होता है जिसे आपको एक निश्चित बैक वैक्यूम बनाए रखने के बाद वैक्यूम वाल्व खोलने की आवश्यकता होती है पिरानी गेज को जल्दी से बाहर निकालने में आपकी मदद करने के लिए एक गेज है जिसका उपयोग वैक्यूम के लिए लगभग 10 रेज़ माइनस 3 टॉर्क के लिए किया जा सकता है जबकि प्लानिंग गेज का उपयोग वैक्यूम के लिए लगभग 10 रेज़ से माइनस 6 से 10 तक बढ़ाकर 7 माइनस 7 टॉर्क के लिए किया जा सकता है यहां हम तेल पंप का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हम टर्बोमोलेक्यूलर पंप और प्रत्येक पंप के अपने फायदे और नुकसान हैं हाल ही में ये सभी वैक्यूम सिस्टम या थर्मली ऑपरेशन सिस्टम इम्यून सिस्टम रिलेटेड सिस्टम उनके पास उच्च वैक्यूम प्राप्त करने के लिए टर्बोमोलेक्यूलर पंप है आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑपरेटिंग मोड में कैसा है और आप देखेंगे कि सब्सट्रेट कैसे लोड होता है जहां ई बीम है और आप वास्तव में ई बीम नहीं देख सकते हैं लेकिन क्रूसिबल 4 क्रूसिबल हैं और फिर नाव कहां है चैंबर कैसा दिखता है हम जो कुछ भी सिद्धांतों में सीखते हैं जब हम प्रयोगशाला में कुछ देखते हैं या प्रयोगशाला में अनुभव करते हैं तो एक बात बहुत अलग होती है और वह हमें देखेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है हम स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं एक बहुत ही सरल और आसान प्रणाली है बशर्ते आप अवधारणा को समझें आप देख सकते हैं कि वे चीजों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अधिकांश आइटम स्थापित किए गए हैं हमने आपको विद्युत तारों की आंतरिक संरचना दिखाई है कंपनी के लोगों के बाद उन्होंने बिजली की आपूर्ति में लगी तारों को जोड़ा है विशेष रूप से नियंत्रण कक्ष के लिए अलग से आपको पावर देने के साथ साथ कक्ष क्षेत्र भी चाहिए आपको अलग पावर चाहिए इन दोनों के लिए बिजली की आपूर्ति दी गई है और हमने चिलर यूनिट और कंप्रेसर यूनिट को बाहर रखा है आप वहां कांच के बाहर एक प्रकाश देख सकते हैं उपयोगिता कक्ष है जिसे हमने प्रयोगशाला के अंदर उपकरणों के लिए बनाया है सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार आपके पास लैब के अंदर गैस सिलेंडर कंप्रेसर चिलर यूनिट नहीं होने चाहिए हमने उसे बाहर एक उपयोगिता कक्ष में रखा है और हम वहां से ट्यूब और तारों को अपने उपकरण में ले जा रहे हैं जैसा कि मैंने बताया है चिलर यूनिट कॉइल को पर्याप्त कूलिंग देने के लिए है और ई बीम सिस्टम सब कुछ धारक और आपने क्रूसिबल नौकाओं सभी को देखा हैं अब हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि यदि आप यंत्र के बाईं ओर देख सकते हैं हमने उपकरण के कामकाज के लिए आवश्यक अधिकांश टयूबिंग को पूरा कर लिया है हमने ट्यूबिंग की है नीली टयूबिंग हवा की आपूर्ति के लिए है हमने ठंडा पानी अंदर और आउटलेट किया है इन दो ट्यूबों को अगर मैं छू सकता हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि यह ठंडा हो गया है हालांकि यह बाहर चिलर यूनिट से आ रहा है पानी की आपूर्ति पानी को अंदर ले जाएगी और बाहर ले जाएगी और हमारे पास रोटरी पंप के लिए एक निकास है रोटरी पंप सिस्टम का रफिंग पंप है इसलिए सुरक्षा उद्देश्यों के कारण यह बेहतर है कि हम हवा को प्रयोगशाला सुविधा के अंदर नहीं बल्कि उपयोगिता कक्ष में बाहर निकाल दें और हमारे पास वेंटिंग और सुई वाल्व इनलेट के लिए अन्य खंड हैं जो अभी तक नहीं बने हैं लेकिन बुनियादी संचालन के लिए हमने कनेक्शन बनाए हैं ये दोनों गैस प्रोसेसिंग हैं ये दोनों गैसों का प्रसंस्करण कर रहे हैं अन्य दो शुद्धिकरण के लिए हैं और सामान्य गैसों के लिए वैक्यूम वेंटिंग बनाने के लिए हम नाइट्रोजन कंप्रेस्ड हवा की तरह उपयोग किए जाते हैं उन कनेक्शन किए जाते हैं हम आपको यह दिखाने के लिए थोड़ा सा तैयार हैं कि कंट्रोल पैनल की कार्यप्रणाली चैम्बर के अंदर वैक्यूम कैसे पैदा हो रहा है और ई बीम गन के लिए क्या हमें प्लाज्मा मिल रहा है एक बार यह शुरू हो जाएगा तो हम देखेंगे पिरानी 1 है पिरानिक एजेंट 1 एक वैक्यूम मापने वाला चैम्बर वैक्यूम मापने के लिए है पिरानी 2 एक और वैक्यूम वाल्व एक टर्बो मॉलिक्यूलर पंप है आपको उनकी जरूरत है कनेक्टिंग चैंबर के लिए उच्च वैक्यूम वाल्व है पंप से चैंबर हम सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं वह अंदर सब कुछ चेक कर रहा है कि क्या यह ठीक है काम शुरू होने के बाद अंदर से देखना बहुत मुश्किल होता है यह देखने का सुनहरा अवसर है कि वाल्व अंदर से कैसे जुड़े हैं उच्च वैक्यूम वाल्व कैसा दिख रहा है गेज कैसे जुड़े हुए हैं हमने चैम्बर के पीछे लंबित गेज को पहले ही देख लिया है अब हमने यहां पिरानी गेज देखे हैं जो विभिन्न वैक्यूम स्तरों को मापते हैं वास्तव में प्रणाली का दिल है वैक्यूम प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है आप यहां सिस्टम देख सकते हैं आप यहां कोण बैंकिंग पंप की तुलना में यह बहुत छोटा पंप है यहां जहां उंगली जाती है वहां टर्बोमोलेक्यूलर पंप होता है और उसके बगल में हमारे पास एक उच्च वैक्यूम वाल्व हैं अभी अभी मैंने पिरानी गेज दिखाया है कोण वाल्व उच्च वैक्यूम वाल्व टर्बोमॉलिक्यूलर पंप के अंदर हमने पेनिंग गेज देखा है यहाँ आप पेनिंग गेज देख सकते हैं इसे शीत कैथोड गेज भी कहते हैं यह डाटा कितना प्रेशर माप रहा है यह ईथरनेट केबल के माध्यम से बाहर आता है यहां से जुड़ा है क्या गेज चैम्बर से जुड़ा है यहाँ चेंबर में उनकी वजह से बहुत ठंड है तो आप यहाँ कक्ष पर जो लाइन देख रहे हैं उसके अंदर एक ठंडे पानी का संचार है जो कक्ष को ठंडा करने के लिए है और धातु का टुकड़ा जो आप देख रहे हैं वह ग्राउंडिंग है कक्ष का मुख्य निकाय है जो उन दोनों पर आधारित है उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए तो वे चीजें हैं आप केबल देख रहे हैं कक्ष के कवर का शीर्ष है यहाँ हम एक बड़े काले रंग का रिबन देख सकते हैं यहाँ रिबन वास्तव में कक्ष के लिए अर्थिंग वायर है ये मुख्य चीजें हैं आप इन ट्यूबों को देख सकते हैं ये ट्यूब ठंडा करने के उद्देश्य से चिलर यूनिट से ठंडा पानी इनलेट आउटलेट ले जाते हैं ग्रेफाइट क्रूसिबल का उपयोग एल्यूमीनियम तांबा सोना प्रणाली होगी हमने पहले सब्सट्रेट होल्डर को घूमते देखा है अब हम सोर्स रोटेशन देखेंगे हम क्रूसिबल होल्डर को देख सकते हैं अब हम रोटेशन की गति को बदल रहे हैं यहां हम स्रोत बदल रहे हैं आप देख सकते हैं कि बेल्ट यहाँ चलती है और क्रूसिबल को बदल देती है आप बेल्ट को हिलते हुए देख सकते हैं अब हम क्रूसिबल को देखें हम अंदर जाएंगे और क्रूसिबल को हिलते हुए देखेंगे आप यहां देख सकते हैं अब यह एक स्रोत में है अब क्या आप स्रोत बदल सकते हैं Source 4 1 स्रोत 4 1 अब यह स्रोत 4 में है हम स्रोत 3 में बदल रहे हैं हम स्रोत 2 में बदल रहे हैं अब हम इसे चलते हुए देख सकते हैं वह क्रूसिबल है जहां हम जा रहे हैं हमने आपको क्रूसिबल मानक दिखाए हैं क्रूसिबल आएंगे और यहां सोर्स रोटेशन में बैठेंगे अब सिस्टम लगभग तैयार है शुरुआत नियंत्रण कक्ष है जिसे हमने पहले समझाया है अब हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह चेंबर के अंदर वैक्यूम बनाना है क्योंकि यह पहली बार है जब हम इसे संचालित कर रहे हैं विशिष्ट निर्वात बिंदुओं पर पहुंचने के लिए सटीक समय पर पहुंचने में कुछ चक्र लगते हैं यहां की टीम वे समझाएंगे जैसे कि g y में क्या शामिल है जहां एक मानव मशीन इंटरफेस होगा जिसका उपयोग प्रक्रिया को काफी हद तक नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है क्या प्रणाली HMI के माध्यम से काम कर रही है यदि आप प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो उच्च वैक्यूम ऑटो चक्र में जाने के बाद सेट किया जाता है LTHT केवल मैनुअल सिस्टम के लिए जा रहा है वैक्यूम सेक्टर में जाकर स्टार्ट बटन दबाएं जब स्टार्ट बटन दबाएं तो पंप को क्या मिल रहा है अगर इसे टर्बो स्पीड तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा एक बार टर्बो तैयार हो जाने के बाद आप साइकिल बटन दबा सकते हैं अब टर्बाइन पढ़ना होने की स्थिति सिस्टम के साथ जा सकते हैं पंपिंग का मतलब है कि यह एक टर्बो है उच्च वैक्यूम उच्च निर्वात टर्बो पर स्विच करें मतलब टर्बो चल रहा है टर्बो चल रहा है चक्र क्रम के बाद यह आएगा जब तो केंद्र बटन दबाएं सील वाल्व खोलें और शून्य से 2 वका तक पहुंचे चैम्बर वैक्यूम एक बार जब आप इन दो रिक्तियों तक पहुंच जाते हैं तो आप फिर से स्वचालित रूप से उच्च निर्वात 1 खोलते हैं जब आप एक उच्च वैक्यूम खोलते हैं तो 1 पेनिंग रेटिंग शुरू हो जाएगी पेनिंग रेटिंग माइनस इनटू माइनस x पावर शुरू होगी माइनस 2 भी लिखा जाएगा जब हम परम वैक्यूम तक पहुँचते हैं तो बस यही प्रक्रिया है स्टेट प्रोसेस का मतलब है बल्ब और आयरन डिपार्टमेंट यदि आप आयरन का बटन दबाते हैं तो देखेंगे कि पकड़ चालू है और सहायता पकड़ रही है सुई वर्क LT HT सर्किट बेकर पर स्विच करें स्विच ऑन स्विच LT का मतलब है HT आयरन मूवमेंट ट्रेनिंग को साफ करता है जब आयरन मूवमेंट पूरी ट्रेनिंग

एक ही समय पर मान लीजिए कि आप तीन गेज ग्रेडिएंट देखना चाहते हैं आप स्वतंत्र देख सकते हैं आप यहां सिस्टम की पूरी संरचना देख सकते हैं विभिन्न वाल्व क्या है गेट वाल्व प्राप्त कर रहे हैं जो भी नीले रंग का हो मतलब वे वाल्व चालू है वे काम कर रहे हैं अन्य ये चालू नहीं हैं मतलब वे काम नहीं कर रहे हैं दिखाएँ कुछ भी नहीं सभी क्रॉस कंडीशन मुझे लगता है कि यह सब सब कुछ नहीं होगा मैं पास की चीज बनने जा रहा हूँ नहीं सभी पदानुक्रम है पदानुक्रम का अर्थ है प्रक्रिया करना प्रारंभिक पंपिंग प्रक्रिया है मैं पंपिंग प्रक्रिया हूं IO तब होता है जब हम काम कर रहे होते हैं इससे पहले कि हम शुरू करें ये सब हरे होंगे लेकिन फिर भी हम केवल वैक्यूम चक्र में हैं हम प्रक्रिया की ओर नहीं बढ़े इसलिए जब हम प्रोसेस करने जाएंगे तो यहां केवल यही चीजें आएंगी LT में पानी की प्रक्रिया प्रदान नहीं की है और अगर केवल पानी के स्रोत के लिए मुख्य प्रक्रिया का मतलब है कि पानी के पार अनुभाग को संतुष्ट करना है अब हमने बिजली की आपूर्ति दी है बिजली की आपूर्ति चालू नहीं है अब स्विच ऑन 2 या 3 ऑन मुख्य चालू है लेकिन फिर भी प्रक्रिया से संबंधित एक कदम शुरू करें जब प्रक्रिया शुरू होगी तभी हम रिले को चालू करेंगे इंटरलॉक और सभी को संतुष्ट करने के बाद प्रक्रिया यह अगले चरण को संसाधित करने के लिए आगे बढ़ेगा सब जानते हैं एक बार प्रक्रिया करने के लिए प्रक्रिया तैयार हो जाने के बाद ये लाइटें चालू हो जाएंगी इंटरलॉक और सर्किट स्विच फिर हम ई बीकन शुरू कर सकते हैं हम वोल्टेज और EV को कैसे नियंत्रित करते हैं यहाँ केवल हमें प्रेस करना है और फिर हमें का चयन करना होगा EB आप कोई स्विच ऑन नहीं कर सकते लोहे की बमबारी के बाद हम सफाई करते हैं मैं नहीं करूंगा FL मुझ पर शुरू से ही प्रेशर था कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यह माइनस 5 डिग्री है और मिनिमम माइनस 5 डिग्री है हमने इसे अंदर सेट किया है क्योंकि एक बिंदु पर ये स्विच ऊपर आ जाएंगे हमने इसे अंदर सेट कर दिया है या इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं नहीं एक वैक्यूम स्विच है और पानी की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वह सब संतुष्ट होनी चाहिए सभी EMC स्थिति में होने चाहिए उनके संतुष्ट होने की क्या शर्त है हमें सभी दरवाजों के स्विच करने पड़ते हैं बहुत सी चीजों को मजबूत करना कैबिनेट और कंट्रोल पैनल प्लॉट में लगभग स्थिति शामिल होनी चाहिए और लेखन से अधिक होना चाहिए अब किस बिंदु पर चालू होगा मैन में कौन अपने आप चालू हो जाएगा नहीं यह केवल कार्यशील उत्पादन में होना चाहिए प्रक्रिया शर्त निकालें फिर केवल एक को फ़िल्टर करें अभी भी 19 के साथ शून्य से 4 आप एक पेपर चैंबर वैक्यूम यहां देख सकते हैं 191 E पावर माइनस 4 मिलीबार E पावर माइनस 5 तक पहुंचने के लिए टर्बो पंप को शुरू करने के लिए केवल ये सभी चीजें चालू होंगी जब हम 5 बनाते हैं तो हमें तीन रिक्तियों के बीच प्रतीक्षा करनी पड़ती है 5 वैक्यूम यह और भी कठिन है प्रेशर में वहाँ दबाएँ हम बैंकिंग प्रेशर रफिंग प्रेशर AIMG प्रेशर जो क्लॉक और सेट यूनिट वह टाइम यूनिट है मतलब अगर आप मिलीबार करना चाहते हैं तो आप मिलीबार पास्कल सेट कर सकते हैं या टॉर्क प्रोसेस व्यू आवश्यक नहीं हैं माइक्रोसर्विस टाइप सर्विस मोड टाइप के कारण नहीं अगर हमने सेट बिंदु पर कुछ कामना की है निर्धारित बिंदु पर पहुंचने के बाद एक निर्धारित बिंदु क्या है हम मैन्युअल रूप से सेट करेंगे जो भी निर्धारित बिंदु हमें माइनस 5 की आवश्यकता होती है मेरे पास अब एक सेट है अब EV के लिए हम माइनस 5 से नीचे हैं जैसे केवल a से जैसे हमें FL सेट करना होता है FL इन तीन बटनों पर आपने जो देखा वह निर्धारित बिंदु नहीं हैं कि किस प्रवाह दर LPM और सेफ्टी पिन लॉक है जहां सिस्टम के सभी दरवाजे बंद होने चाहिए एक बार ये चीजें हो जाने के बाद ये पानी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा इसलिए एक बार जब सब कुछ लॉक कर देंगे FL ये आ जाएगा एक सुरक्षा पिन पर ताले अब आ गए हैं स्रोत सक्षम प्रेशर पर निर्भर करता है यह केवल प्रेशर के लिए वन स्टॉप मान पर सेट है एक बार जब स्रोत सक्षम हो जाता है तो तीनों हरे होने पर हम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं